अब हम इन 3 शब्दों की समझ रखते हैं अधिकार क्या हैं संपत्ति क्या है और हम बौद्धिक शब्द से क्या समझते है हमें आगे बढ़ने के लिए एक स्थिति में होना चाहिए और बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए एक परिभाषा देनी चाहिए बौद्धिक संपदा अधिकार आम तौर पर उन विचारों और सूचनाओं के अनुप्रयोगों की रक्षा करते हैं जो व्यवसायिक मूल्य के होते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार आम तौर पर विचारों के अनुप्रयोगों की रक्षा करता है वे प्रति विचारों की रक्षा नहीं करते हैं यह ऐसा कुछ है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है विचार अपने आप संरक्षित नहीं हो सकते लेकिन अनुप्रयोगों और अभिव्यक्ति की विचारों की रक्षा की जा सकती है सबसे अच्छा उदाहरण या चित्रण साहित्यिक कृतियों में अपराध कथा की साहित्यशैली है आपने देखा होगा कि अपराध में लगभग हर उपन्यास किसने या कैसे किसी ने कुछ किया है पर आधारित होता है तो यह एक शैली है एक कथानक है एक ऐसी घटना होती है और सभी संदिग्ध दिखने वाले पात्रों का एक समूह होता है और एक व्यक्ति होता है उस चीज़ को हल करने के लिए आता है और अंततः वे कहानी में कुछ मोड़ ला सकते हैं अंततः अपराध हल हो जाता है या कम से कम उपन्यास पढ़ने वाले व्यक्ति को यह आभास दिया जाता है कि उसे जो मिला है वह कुछ हल करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था यह शैली लंबे समय से अस्तित्व में है विभिन्न क्षमता के लोगों ने अपराध उपन्यास लिखे हैं और वे सभी एक ही कथानक का पालन करते हैं एक घटना है जिसे हल किया जाना है और कोई इसे हल करता है सबसे संभावित पात्रों पर संदेह होता है और किसी और व्यक्ति को पता चलता है कि वह व्यक्ति है जिसने वास्तव में अपराध किया था तो वह व्हॉडुनिट हिस्सा होता है और फिर कोई व्यक्ति पाठकों को बताता है कि यह अपराध कैसे किया गया था तो मेरा मतलब है कि इसके अन्य तरीके भी हो सकते हैं लेकिन यह इस शैली की कल्पना के उपन्यासों का समूह का अनुमान लगाने योग्य है क्योंकि यही इसकी प्रकृति है क्योंकि सेटिंग हमेशा एक अपराध है और इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि अपराध क्यों हुआ या अपराध कैसे हुआ या अपराध किसने किया लेकिन इस शैली से निकली किताबों और लेखकों की संख्या पर नजर डालें तो अगाथा क्रिस्टी जैसे कुछ लेखकों ने अपनी अधिकांश किताबें इसी शैली पर लिखी हैं और अभी भी प्रत्येक पुस्तक अलग है यह एक ही विचार हो सकता है इनमें एक ही मुख्य पात्र हो सकता है जो इन कथानकों को हल करता है फिर भी प्रत्येक विचार को एक अलग प्रारूप में व्यक्त किया जाता है क्योंकि एक ही विचार अलग अलग रूप में व्यक्त हो सकता है अतः अगाथा क्रिस्टी की सभी पुस्तकों में कॉपीराइट उपस्थित हैं और इस बात पर आपत्ति नहीं हो सकती है कि वे सभी अपराध उपन्यास हैं या वे सभी कथा साहित्य हैं इसलिए वे सभी कुछ मामलों में व्होडुनिट मॉडल इन समस्याओं को हल करने के लिए समान नायक है इसलिए यह कहने का कारण नहीं हो सकता है कि यह विचार समान है जब तक कि अभिव्यक्ति अलग अलग हो तब तक आपके पास उन विचारों में प्रतिस्थापित अलग अलग अधिकार हो सकते हैं यह कहते हुए कि अब हम बौद्धिक संपदा की प्रकृति को देखने के लिए उद्यम कर सकते हैं हमने इन शर्तों का विश्लेषण किया है और इन शर्तों ने वास्तव में कुछ लक्षण दिए हैं जिन्हें हम उन गुणों के रूप में पहचान सकते हैं जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए सामान्य हैं यदि सामान्य लक्षण नहीं हैं जो वास्तव में अधिकारों के इस समूह की विशेषता हैं पहली बात यह है कि वे कानून द्वारा सुरक्षित हैं यह पहली बात है क्योंकि वे बहुत मूल्यवान जानकारी और विचार हो सकते हैं जिसकी कानून रक्षा नहीं करता है लेकिन जब हम बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में बात करते हैंहम एक विशिष्ट अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं यह एक पेटेंट हो सकता है यह कॉपीराइट या ट्रेडमार्क डिजाइन हो सकता है अधिकारों की एक सूची है जिसे सुरक्षा दी जाती है तो पहली बात यह है कि ये लागू करने योग्य हैं इसलिए जब हम अधिकार कहते हैं तो हमारा मतलब है लागू करने योग्य तो पहली चीज़ जो बौद्धिक संपदा अधिकार में है वो यह कि इसे लागू करने योग्य होना चाहिए इस अधिकार की प्रकृति में एक पात्रताउस पर इस्तेमाल किए जाने पर दावा कर सकने का अधिकार होना चाहिए और यदि कोई उल्लंघन होता है उस अधिकार का एक उपाय होना चाहिए इसलिए पेटेंट संरक्षण की पेशकश करता है अगर पेटेंट का उल्लंघन होता है तो एक उपाय होता है कि आप उस व्यक्ति को उस चीज को करने के लिए रोक सकते हैं या आप मौद्रिक क्षतिपूर्ति या नुकसान का दावा कर सकते हैं इसलिए पहली बात यह है कि वे लागू करने योग्य हैं दूसरा गुण यह है कि वे सामान्य संपत्ति से अलग हैं हम अमूर्त शब्द का उपयोग कर सकते हैं अधिकार अमूर्त हैं आप उन्हें छू और महसूस नहीं कर सकते हैं लेकिन वे किसी तरह से अंतिम उत्पाद प्रकट करते हैं और क्योंकि वे अमूर्त हैं उन्हें कुछ तरीकों से वर्णित करने की आवश्यकता है इसलिए विवरण भाग ने वर्णनात्मक भाग को पहचानने के विभिन्न रूप दिए हैं पेटेंट में इसे कुछ लिखित रूप में वर्णित किया जाता है जिसे पेटेंट विनिर्देश कहा जाता है और यह पेटेंट विनिर्देश एक प्रक्रिया के तहत गुजरता है जिसे हम पेटेंट कार्य में पेटेंट अभियोजन कहते हैं और यह एक पेटेंट अधिकार के रूप में निकलता है इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही सरल भाषा में हम पंजीकरण कह सकते हैं इसलिए अधिकार वो होते हैं जो लागू करने योग्य हैं और जो पंजीकृत होने में सक्षम हैं वही बात डिजाइन के लिए होती है डिजाइन का वर्णन किया जा सकता है और उन्हें ट्रेडमार्क के और कॉपीराइट के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है कॉपीराइट का वर्णन और पंजीकरण किया जा सकता है लेकिन बर्न कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कारण इसे लागू करने के लिए कॉपीराइट का पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक नहीं है आपने कई पुस्तकों में प्रकाशन देखा होगा प्रारंभिक पृष्ठों में एक कॉपीराइट नोटिस होता है जहां कॉपीराइट लेखक या प्रकाशक द्वारा आयोजित किया जाता है आप विभिन्न वेबसाइटों के footer में एक कॉपीराइट नोटिस देख सकते हैं तथ्य यह है कि आपने नाम और प्रकाशन का वर्ष एक कॉपीराइट नोटिस में डाल दिया है यह तथ्य कि आप प्रकाशित कर रहे हैं काफी अच्छा है तुम्हारे लिए यह कहना कि तुम अधिकार के मालिक हो कॉपीराइट एक अपवाद है जहां आपको इसे लागू करने के लिए इसे पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन पंजीकरण एक संभावना है एक तरीका है जिसमें आप इसे पंजीकृत कर सकते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में पहली बात यह है कि वे लागू करने योग्य हैं दूसरी बात कि वे वर्णित किए जाने में सक्षम हैं और उन्हें साथ ही पंजीकृत किया जा सकता है उन्हें पंजीकृत किया जा सकना कई सारी चीजें लाता है एक कार्यालय होता है एक प्राधिकरण होता है जो अधिकार का विश्लेषण करता है और इसकी छानबीन करता है और फिर इसे अन्य चीजों के साथ सत्यापित करता है और फिर आपको एक शीर्षक देता है इसलिए पेटेंट कानून में पंजीकरण प्रक्रिया को पेटेंट अभियोजन कहा जाता है यह केवल पेटेंट कार्यालय में होता है लिखित भाग जो पेटेंट विनिर्देश है अभियोजन की प्रक्रिया से गुजरता है तब एक व्यक्ति को अनुदान अधिकार मिलता है अनुदान से हमारा मतलब पेटेंट का शीर्षक होता है एक बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में तीसरी बात यह है कि आप इसे आसानी से दोहरा सकते हैं अब मैंने यह सवाल पूछा पहली बार माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज 7 बनाने में कितना खर्च करना पड़ा होगा यह कुछ मिलियन डॉलर होगा क्योंकि आर एंड डी का निवेश उनके कर्मचारियों के वेतन पर और बहुत सारी चीजों में और विंडोज़ 7 की पहली प्रति बनाने में लग गया होगा विंडोज 7 की प्रतिलिपि बनाने में किसी को कितना खर्च आता है आप बस इसे एक सीडी में हार्ड ड्राइव पर या एक पेन ड्राइव पर कॉपी कर सकते हैं यदि यह करने की क्षमता है तो दूसरी कापी बनाने की लागत कुछ भी नहीं है इसलिए यह बौद्धिक संपदा के एक और गुण को परिभाषित करता है पहली प्रति बाहर निकालना मुश्किल है लेकिन एक बार पहली प्रति निकल जाने पर यह आसानी से नकल करने योग्य है अब यही बात किताबों के बारे में भी सही है किताबों को लिखने में सालों लग सकते हैं किताब को स्कैन करके पूरी पाइरेटेड किताब की कॉपी को क्लाउड में ज्यादा समय नहीं लगता इसी तरह एक फिल्म को पूरा होने में महीनों या वर्षों का समय लग सकता है लेकिन हम सिनेमा घरों में स्क्रीनिंग के कुछ ही दिनों में पायरेटेड संस्करण के बारे में लगातार सुनते हैं ये सभी बातें हमें बताती हैं कि हालांकि बौद्धिक सम्पदा बनाना कठिन है लेकिन इसे दोहराने में आसानी होती है अब यह एक और विशेषता है कि इसे आसानी से पुन पेश किया जा सकता है फिर भी एक और विशेषता जो सामान्य नहीं है लेकिन फिर भी यह एक विशेषता है कि यह बौद्धिक संपदा बनाने के लिए प्रयास की आवश्यकता है जैसा कि हमने कहा कि इसमें बौद्धिक प्रयास शामिल है लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में कभी कभी यह प्रयास कभी कभी अनुसंधान और विकास से आता है और कभी कभी बौद्धिक संपदा बनाने के लिए एक साथ कई लोगों को आने की आवश्यकता होती है खासकर जब हम आविष्कारों के बारे में बात कर रहे हैं और आज वे दिन नहीं हैं जहां एक आविष्कारक अपने गैराज में हो और कुछ नया लेकर आए आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी इस स्तर तक आगे बढ़ चुके हैं कि अधिकतर अविष्कार और विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अकादमिक लेखन एक से ज्यादा लेखकों द्वारा लिखे जाते हैं और ऐसे पेपर बहुत कम है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं यही बात पेटेंट के बारे में भी लागू होती है क्योंकि कई बार अलग अलग देशों में फैले हुए बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कोई अविष्कार करते हैं जिसमें उनका सामूहिक प्रयास होता है तो चौथा बिंदु यह सत्य है कि इन अधिकारों को बनाने के लिए बौद्धिक प्रयास की आवश्यकता है यह मस्तिष्क की रचनाएं हैं परंतु इनके लिए अधिकारों को बनाने के लिए प्रयास की आवश्यकता है एक और विशेष बात जो इन बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में यह है कि एक बार यह बना दिए जाएं वे मूल्यवान होते हैं इन अधिकारों की कमर्शियल वैल्यू होती है क्योंकि इन्हें व्यापार में भी प्रयोग किया जाता है और जो इसे और मूल्यवान बनाते हैं अतः यह अधिकार लागू करने योग्य होते हैं इनका पंजीकरण किया जा सकता है कई बार दोहराया जा सकता है इनको बनाने में कई लोगों द्वारा प्रयास करना पड़ता है और इसका व्यापारिक मूल्य होता है अब यह 5 बिंदु हैं जिनके माध्यम से हमने बौद्धिक संपदा को परिभाषित करने की कोशिश की है अर्थशास्त्रियों ने बौद्धिक संपदा को समझने के लिए दो और शब्दों का प्रयोग किया है वे इसे स्वभाव से ही गैर प्रतिद्वंदी कहते हैं इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति द्वारा बौद्धिक संपदा का प्रयोग प्रतिद्वंद्विता पैदा नहीं करता और किसी और व्यक्ति को बौद्धिक संपदा का आनंद लेने से नहीं रोक सकता अब बौद्धिक संपदा की गैर प्रतिद्वंदी प्रकृति को समझने के लिए हम एक खाली कमरे की कल्पना करते हैं जिसका आकार एक सामान्य कक्षा के आकार का है आप कल्पना कीजिए कि इस खाली कमरे पर आपका पूरा अधिकार है अगर आपमें उद्यमशीलता की भावना है और आप इस कमरे से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके कई तरीके होंगे जिनका प्रयोग करके आप इस कमरे से पैसा बना सकते हैं आप इस कमरे को कई लोगों को सोने के लिए किराए पर दे सकते हैं आप इसे बंकर बना सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं और यदि आप इसे थोड़ा और फैलाने की कोशिश करें तो आप इसे एक कक्षा में बदल सकते हैं जहां पर आप ज्यादा लोग बिठा सकते हैं और और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं या आप अपने उद्यम को और बदल सकते हैं अब यदि आप और उद्यमी हैं और चाहते हैं कि इस कमरे में और ज्यादा लोग आ जाएं तो आप सारा फर्नीचर हटा सकते हैं और इसे एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जहां ज्यादा लोग आकर एक दूसरे के साथ सोशलाइज हो सकते हैं जहां वे खा भी सकते हैं एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं और यदि आप इसको और फैलाना चाहे तो आप एक तरह की पार्टी का आयोजन कर सकते हैं जहां पर लोगों को एक दूसरे के पास आने से कोई परेशानी नहीं है अब यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी वास्तविक संपदा का प्रयोग करने और बढ़ाने के लिए कर सकते हैं अब लोगों की सहनशीलता के तर्क के आधार पर आप इस कमरे में 100 लोगों को रोक सकते हैं हां यह सच है कि वेंटिलेशन एक समस्या होगी परंतु यदि लोग इस सीमा तक सहन कर सकते हैं तो आप इस औसत आकार के कमरे में 100 लोगों को ला सकते हैं अब अगर आप इस कमरे में 500 लोगों को इकट्ठा करते हैं तो हो सकता है यह पुलिस आपके घर आ जाए क्योंकि यह संभव नहीं है अतः यह हमें बताता है की वास्तविक संपत्ति का अपना आनंद है परंतु जब बौद्धिक संपदा अधिकारों की बात आती है तो इसकी कोई सीमा नहीं है आप कल्पना कीजिए एक सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक की कितने लोग इसे एक बार में पढ़ सकते हैं एक व्यक्ति जो इसे पढ़ रहा है हो सकता है उसी के साथ बैठा व्यक्ति भी उसी पुस्तक को पढ़ रहा हो उस व्यक्ति के आस पास लोगों का एक समूह हो सकता है जो यह कहता है कि यह वही पुस्तक है जिसे पाने के लिए कोई 12 घंटे कतार में खड़ा रहा क्योंकि यह है बहुत प्रसिद्ध किताब है आपके पास ऐसे दोस्तों का समूह हो सकता है जिन्हें एक दूसरे को धक्का देकर किताब में झांकने और पढ़ने में कोई आपत्ति ना हो यदि आप ज्यादा रचनात्मक हैं तो आप पेज को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन या प्रोजेक्टर स्क्रीन पर इसे कई लोगों को पढ़ा सकते हैं यदि आप इस को आगे बढ़ाते हैं तो आप क्लाउड पर इस पेज को स्कैन कर सकते हैं और हर व्यक्ति जिसके पास इसकी पहुंच है वह इसे देख सकता है इस प्रकार इसे देखने वालों की संख्या लाखों में पहुंच सकती है इसलिए यह बौद्धिक संपदा का व्यापार है जो इसे वास्तविक संपदा से अलग करता है वास्तविक संपदा का आनंद लेने की अपनी सीमा है परंतु बौद्धिक संपति अधिकारों का आनंद लेने की कोई सीमा नहीं है गैर प्रतिद्वंदी से हमारा यही अर्थ है कि इसमें कोई व्यक्ति दूसरे के आनंद को नहीं छीन सकता इस प्रकार सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक रखने वाले उस व्यक्ति के आसपास सभी लोग बौद्धिक संपदा अधिकारों का समान रूप से आनंद ले रहे थे वे उसी समय में किसी के अधिकारों को और आनंद को प्रभावित किए बिना ऐसा कर पा रहे थे यदि सभी व्यक्ति एक ही कमरे में भर दिए जाते तो ऐसा ना हो पाता एक कमरे को प्रयोग करने की एक सीमा होती है जबकि बौद्धिक संपदा का प्रयोग करने की कोई सीमा नहीं होती इसे ही बौद्धिक संपदा की गैर प्रतिद्वंदी विशेषता कहा जाता है बौद्धिक संपदा भी गैर बहिष्कृत हो जाती है यह इसकी एक और विशेषता है यह इस तथ्य से बाहर नहीं है कि बौद्धिक संपत्ति का उपयोग लोगों द्वारा किया जा सकता है आप दूसरों को इसका उपयोग करने से रोक नहीं सकते हैं उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को स्कैन करता है और उसे लाइव टेलीकास्ट करने के लिए चुनता है वह सिर्फ एक पृष्ठ चुनता है और लोगों को पृष्ठ पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दे रहा है फिर वह अगले पृष्ठ पर जा रहा है और वह इसे केवल एक कैमरे के सामने रख रहा है और वह यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है इस प्रकार एक किताब कई लोगों के लिए उपलब्ध हो जाती है अब तथ्य यह है कि किताब को यूट्यूब पर डाला जा चुका है और आप किसी भी व्यक्ति को यूट्यूब से वह किताब पढ़ने से रोक नहीं सकते बौद्धिक संपदा का यही गुण जीवन रक्षक दवाइयों में भी होता है जब ऐसी दवाइयां एक बार बाजार में आ जाती हैं तो निर्माता के अन्य प्रतिद्वंद्वियों के लिए इस दवाई का विश्लेषण करना और बिना निर्माता के पास जाए इसे बनाना संभव हो जाता है इस प्रकार एक बार जब यह बाहर आ जाती है तो आपके पास कोई तरीका नहीं है कि लोगों को यह समझने से रोक सकें कि यह कैसे बनाई गई है जब व्यवसाय सार्वजनिक वस्तु बन जाता है तो गैर प्रतिद्वंद्विता और गैर बहिष्कृत यह दो ऐसी विशेषताएं हैं जो सबकी द्वारा सांझी की जाती हैं सार्वजनिक वस्तुएं गैर बहिष्कृत होती हैं और गैर प्रतिद्वंदी उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जिससे आप लोगों को अलग नहीं कर सकते आप यह नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल कुछ लोगों के लिए है क्योंकि देशों की अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है अब भौतिक संपदा अधिकारों की कोई एक परिभाषा नहीं है जिस पर सब सहमत हो सकें वास्तव में जैसा मैंने आपको बताया कि एक डिक्शनरी में बौद्धिक संपदा अधिकार वो अधिकार हैं जो कमर्शियल वैल्यू के विचारों और सूचनाओं के अनुप्रयोगों की रक्षा करते हैं इस प्रकार एक परिभाषा रचनात्मक श्रम के उत्पादों की रक्षा का अधिकार है और दूसरी परिभाषा में आप इसके आसपास कई परिभाषाएं पाएंगे और कुछ परिभाषाएं आपको किराने की सूची की तरह एक सूची देंगे और कहेंगे कि यह सब बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उदाहरण के लिए डब्ल्यू आई पी ओ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों की देखरेख करता है WIPO की इस पर एक विस्तृत परिभाषा है जो एक किराने की सूची की भांति है यह बौद्धिक संपदा अधिकारों के दायरे में कई चीजों को रखता है यह उन चीजों के बारे में बात करता है जिनसे अधिकार प्रकट होते हैं और यह वास्तविक अधिकारों की भी बात करता है अब आप डब्ल्यू आई पी ओ की परिभाषा में देखेंगे कि वे पेटेंट की बात करते हैं कॉपीराइट की बात करते हैं ट्रेडमार्क और समान अधिकारों की बात करते हैं डब्ल्यू आई पी ओ की परिभाषा के साथ यह समस्या है कि यह नए आने वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों की बात नहीं करता कुछ ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकार हैं जो नए आ रहे हैं परंतु यह उनके बारे में बात नहीं करता दूसरी बात यह है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों को समझने के लिए कोई मापदंड नहीं है तो हम बौद्धिक संपदा अधिकारों को ऐसे अधिकारों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो मानव श्रम से निकले हुए रचनात्मक और बौद्धिक उत्पादों की रक्षा करते हैं या आप ऐसी चीजों की सूची बना सकते हैं जिनमें बौद्धिक सुरक्षा अधिकार प्रकट होते हैं डब्ल्यू आई पी ओ की परिभाषा ऐसी परिभाषा है जिसमें एक बड़ी सूची है और इस सूची में और भी चीज़ें आ सकती हैं यह हमें बौद्धिक संपदा को रचनात्मक श्रम का उत्पाद बताने के अतिरिक्त इसके अधिकारों की एक निश्चित परिभाषा नहीं देती बौद्धिक संपदा अधिकार कई प्रकार के होते हैं यह उन उत्पादों की प्रकृति के अनुसार अलग किए जा सकते हैं जिन रूपों में वो प्रकट होते हैं और जो मानव रचनात्मक श्रम का अंतिम उत्पाद होते हैं जब हम मानव रचनात्मक श्रम के के अनुसार बौद्धिक संपदा अधिकारों को परिभाषित करते हैं तो यह स्वयं समस्याएं पैदा करता है क्योंकि आज हमारे पास भौगोलिक संकेत हैं जहां कोई भी मानवीय रचनात्मक प्रयास तकनीकी रूप से शामिल नहीं है फिर भी जब हम मानव रचनात्मक श्रम पर जोर देते हैं तो हम बौद्धिक संपदा की उत्पत्ति का उल्लेख कर रहे होते हैं क्योंकि बौद्धिक संपदा से कॉपीराइट और पेटेंट दो प्रारंभिक अधिकार पैदा हुए इसलिए यह कई प्रकार के हैं और अविष्कारों की रक्षा के लिए प्रत्येक प्रकार विभिन्न श्रेणी के उत्पादों और पैटर्न को संदर्भित करता है जब हम अविष्कार की बात करते हैं तो हम तकनीकी अविष्कारों के बारे में कह रहे होते हैं काॅपीराइट कॉपीराइट साहित्यिक और रचनात्मक लेखन जिसमें साहित्यिक कलात्मक कार्यों की साउंडट्रैक वीडियो छायांकन कंप्यूटर प्रोग्राम और चीजों की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया जाता है डिजाइन डिजाइन का उपयोग उन वस्तुओं की रक्षा के लिए किया जाता है जिन्हें आंख से अलग अलग पहचाना जा सकता है उदाहरण के लिए पेटेंट के कानून डिजाइन के कानून से भिन्न होते हैं क्योंकि डिजाइन का उपयोग किसी कार्यात्मक चीज की रक्षा के लिये नहीं किया जाता है डिजाइन का उपयोग किसी चीज की रक्षा के लिए किया जाता है जो आंख को अपील करता है जो आंख को आकर्षक दिखती है लेकिन इसके पीछे कोई कार्य नहीं होता है ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क का उपयोग उन शब्दों के प्रतीकों की रक्षा के लिए किया जाता है जिन्हें व्यापार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है भौगोलिक संकेतों का उपयोग कुछ सामानों की उत्पत्ति को इंगित करने के लिए किया जा सकता है व्यापार रहस्यों का उपयोग व्यापार से संबंधित जानकारी जिसे जानकारी के मालिक गुप्त रखना चाहते हैं के लिए किया जा सकता है और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार हैं जिनके बारे में कुछ चर्चा हम विस्तार से करेंगे